इकाई 3 और 4 में हमने श्रृंखला और समानांतर में जुड़े तत्वों और नियंत्रित स्रोतों के उपयोग को भी देखा है मैं इस बारे में बात करूंगा कि किस उदाहरण में ये पहलू शामिल हैं और इन 2 इकाइयों के सत्रीय कार्य में आप इस तरह की समस्या की अपेक्षा करते हैं अब हम एक बहुत ही सरल मामला लेते हैं दो प्रतिरोधों और श्रृंखलाओं के साथ इस तरह का सर्किट और इस बारे में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है उदाहरण के लिए कोई आपसे पूछ सकता है कि नोड्स A और B के बीच समतुल्य सर्किट क्या है यह स्पष्ट रूप से 3 किलो Ω के प्रतिरोध की तरह दिखता है क्योंकि क्या मैं पहले ही इस पर चर्चा कर सकता हूं कि प्रतिरोधों की संख्या का श्रृंखला संयोजन अनिवार्य रूप से सभी व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग जैसा दिखता है अब हम समानांतर में एक और प्रतिरोध करके सर्किट को जटिल बना सकते हैं तो इसे हल करने के कई तरीके हैं लेकिन सबसे आसान यह है कि आप यह पहचानते हैं कि हमारे यहां समानांतर संयोजन है और समानांतर संयोजन एक प्रतिरोध की तरह दिखता है अब अगर मैं इसे प्रभावी प्रतिरोध कहता हूं 1Reflective112k118k Ω वैसे समानांतर में दो प्रतिरोधों के लिए आप शायद पहले से ही सूत्र से परिचित हैं यदि R1 और R2 समानांतर में हैं तो उनका परिणाम एकल प्रतिरोध मान R1 R2 R1R2 होता है यह उस सामान्य संबंध से आता है जिसका हमने पहले मूल्यांकन किया था कि प्रभावी प्रतिरोध का पारस्परिक व्यक्तिगत प्रतिरोधों के पारस्परिक योग का योग है इसलिए यदि आप इसकी गणना करते हैं तो इस मामले में R प्रभावी 13 किलो Ω हो जाता है तो यह पूरा संयोजन 16 किलो Ω के बराबर है और उसके साथ श्रृंखला में हमारे पास यह 1 किलो Ω का रेसिस्टर है इसलिए नए सर्किट में जब हमारे पास 8 किलो Ω का रेसिस्टर भी होता है तो हमारे पास 161 का प्रभावी प्रतिरोध होता है जो कि 26 किलो Ω होता है इसलिए यह काफी सरल है अब मैं नियंत्रण स्रोतों के साथ एक और सरल उदाहरण दिखाऊंगा मान लीजिए कि यह A और B है और मैं अभी भी वही प्रश्न पूछूंगा A और B के बीच प्रतिरोध क्या है वास्तविक प्रश्न कुछ और हो सकता है आपके पास एक वोल्टेज स्रोत हो सकता है और आपको कुछ करंट खोजने के लिए कहा जा सकता है और इसी तरह उन सभी को समान रूप से आसानी से किया जा सकता है मुझे इस वोल्टेज को Vx के रूप में परिभाषित करने दें और मैं एक वोल्टेज नियंत्रित वर्तमान स्रोत को परिभाषित करूंगा जो कि 1 मिलीसीमेन गुना Vx है फिर से मैं पूछता हूं नोड्स A और B के बीच बराबर क्या है और यह किसी भी सर्किट के बराबर खोजने के लिए मानक तरीका है वोल्टेज लागू करें और करंट खोजें बेशक आप करंट स्रोत को लागू कर सकते हैं और वोल्टेज पा सकते हैं इस मामले में मैं वोल्टेज लगाने पर विचार करूंगा अब स्पष्ट रूप से यदि मेरे पास Vtest है तो इसे दो प्रतिरोधों के इस श्रृंखला संयोजन में लागू किया जाता है तो यहां प्रवाहित होने वाली धारा को इन दोनों के बीच कुल प्रतिरोध से विभाजित Vtest द्वारा दिया जाता है मैं केवल इस श्रृंखला शाखा को देख रहा हूं जिसमें ये दो प्रतिरोधक शामिल हैं तो यह Vtest को 3 किलो Ω से विभाजित किया जाएगा और यह Vx उस समय के वोल्टेज के माध्यम से बहने वाली धारा होगी जो VxVtest को 3 किलो Ω गुणा 2 किलो Ω से विभाजित किया जाता है जो V परीक्षण समय 2 बटा 3 है यह और कुछ नहीं है वोल्टेज विभाजित सूत्र जिससे आप सबसे अधिक परिचित हैं अगर मेरे पास V और R1 और R2 हैं तो मेरे पास VR2R1R2 होगा तो यह वही है जो मुझे मिलता है और इस सूत्र को प्राप्त करने का तरीका यह महसूस करना है कि इसके माध्यम से करंट VR1 R2 है और वर्तमान समय में यह प्रतिरोध R2 के पार वोल्टेज है फिर यह नियंत्रण वर्तमान स्रोत एक धारा खींचता है जो मूल रूप से 1 मिलीसीमेंस गुना Vx है जो कि 1 मिलीसीमेंस गुना Vtest23 है इसलिए मैंने केवल इस स्थान पर Vx के मान को प्रतिस्थापित किया तो अब कुल धारा I परीक्षण यहाँ बहने वाली धारा वहाँ बहने वाली धारा के बराबर है तो मैं परीक्षण Vx3 किलोΩ1 मिलीसीमेंस गुणा Vtest⅔ के बराबर होगा इसलिए VtestItest ⅓kilo Ω ⅔kiloΩ Millisiemens निकला जिसे आप इस भाग के बारे में जानते हैं 1 बटा 3 मिलीसीमेंस है तो यह ⅓ मिलीसीमेंस⅔ है मिलीसीमेन्स तो A और B के बीच प्रभावी प्रतिरोध VtestItest है जो ⅓ मिलीसीमेंस23 मिलीसीमेंस है जो मूल रूप से 1 किलो Ω है तो अब आपसे कई अन्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं उदाहरण के लिए समय देखें 0909 आपसे इस शाखा या इस शाखा से बहने वाली धारा के बारे में पूछा जा सकता है या सर्किट थोड़ा अधिक जटिल हो सकता है और आप सर्किट में कहीं और धाराओं और वोल्टेज के लिए कहा जा सकता है लेकिन एक बार जब आप वोल्टेज स्रोत को लागू करने और इन गणनाओं को करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको इनमें से कोई भी मात्रा खोजने में सक्षम होना चाहिए तो इस विशेष उदाहरण में प्रभावी प्रतिरोध 1 किलो Ω निकला